मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के ऐस्टीमेशन के एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है इसलिए पिछले मॉड्यूल में हमने सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन पर ध्यान दिया है अर्थात् प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर अनुमान को लगातार अपडेट कैसे रखा जाए जो क्रमिक रूप से अनुमान और अनुमान के वेरिएंस को भी अपडेट कर रहा है ठीक है तो चलिए आज हम इस प्रतिमान को बेहतर समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं तो आज हम जो देखना चाहते हैं वह सीक्वेन्शिअल के लिए एक उदाहरण है हम सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन के लिए एक उदाहरण देखना चाहते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हमारे विचार से उसी प्रतिमान पर जिस पर हम पहले विचार कर रहे हैं वह है वायरलेस चैनल एस्टिमेशन आइए N बराबर तीन सैंपल्स पर विचार करके शुरू करें याद रखें इस सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन में एक प्रारंभिक अनुमानित N की गणना शामिल है और फिर बाद में N 1 th अवलोकन प्राप्त होने के बाद या एक बार N 1 th अवलोकन करने के बाद इसे अनुमानित N 1 टाइम इंस्टेंट में अपडेट किया जाता है इसलिए हमने उसी उदाहरण पर विचार किया है जिसे हमने पहले वायरलेस चैनल एस्टिमेशन के लिए देखा था अब के अलावा हम वायरलेस चैनल का क्रमिक रूप से अनुमान लगाएंगे इसलिए पहले हमने N बराबर 4 सिम्बल्स के साथ उदाहरण पर विचार किया अब हम क्या करने जा रहे हैं हम एक ही उदाहरण को संशोधित करने जा रहे हैं मूल रूप से N बराबर 3 सिम्बल्स के साथ शुरू करते हैं एक ट्रांसमिटेड N तीन पायलट सिंबल्स के बराबर है रिसीव्ङ N तीन पायलट अवलोकन के बराबर है N बराबर 3 पर अनुमान की गणना करते हैं ठीक है और फिर N 1 बराबर 4 पर N 1 th अवलोकन के आगमन पर विचार करें और फिर यह प्रदर्शित करता है कि h hat N 1 का अनुमान कैसे लगाया जाता है या अपडेट कैसे होता है h hat 4 की h hat 3 के अपडेट के रूप में गणना की जाती है तत्काल समय N का अनुमान तीन के बराबर है ठीक है तो आइए तीन पायलट सिंबल्स पर विचार करें बल्कि N बराबर तीन पायलट सिंबल्स पर विचार करें N तीन पायलट सिंबल्स के बराबर है मान लीजिए कि उन्हें वैसा ही दिया जाता है जैसा पहले माना था वह यह कि x 1 1 j x 2 बराबर है 1 - j के और x 3 2 j के बराबर है अब एक महत्वपूर्ण अवलोकन जो आप यहां कर सकते हैं वह यह है कि हम कॉंपलेक्स पायलट सिंबल्स पर विचार कर रहे हैं हालांकि अगली कड़ी में सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन के लिए हमने केवल रियल सिम्बल्स और रियल मापदंडों पर विचार किया ठीक है इसलिए अब हम जो करने जा रहे हैं वह है इस उदाहरण के दौरान मैं यह वर्णन करने जा रही हूं कि कैसे एक कॉंपलेक्स पैरामीटर के लिए सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन की रूपरेखा का विस्तार किया जाए और यह काफी सरल होने जा रहा है ठीक इसलिए केवल आपके ध्यान में लाने के लिए हम कॉंपलेक्स सिम्बल्स पर विचार कर रहे हैं तो सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन की रूपरेखा इसलिए हम देखेंगे कि कैसे विस्तार किया जाए हम बाद में देखेंगे कि कैसे कॉंपलेक्स सिम्बल्स के लिए विस्तार किया जाए ठीक है इसलिए हमारे वेक्टर पायलट वेक्टर x bar को याद रखें यह x bar क्या है यह पायलट वेक्टर है और इसे x 1 x2 x 3 के रूप में दिया गया है जो मूल रूप से 1 j 1 - j 2 j है यह आपका पायलट वेक्टर है जो मूल रूप से N क्रॉस 1 या मूल रूप से 3 क्रॉस 1 है और इसी तरह प्राप्त सिम्बल्स को होने दें इसी तरह प्राप्त आउटपुट सिम्बल्स को y 1 3 5 j बराबर y 2 बराबर 5 3 j और y 3 बराबर 2 3 j मान लें ठीक तो हमारे पास तीन ट्रांसमिटेड पायलट सिंबल्स x 1 x 2 x 3 हैं हमारे पास तीन प्राप्त किए गए पायलट सिंबल्स y 1 y 2 y 3 हैं और इसलिए हमारे पास वेक्टर y bar है जो y 1 y 2 y 3 से बनता है और y bar दिया जाता है 3 5j 5 3j 23j के बराबर इसलिए अनुमान h hat हम पहले से ही जानते हैं कि यह कैसे गणना करना है इसलिए अनुमान H hat जैसा कि दिया गया है हमारे पास H hat 3 है x bar हैरमेरिटियन y bar जिसे x bar हेर्मिटियन x bar से विभाजित किया गया है जो कि मूल रूप से फिर से है आप इसे x bar के मानक के रूप में लिख सकते हैं हेर्मिटियन x bar मूल रूप से x bar स्क्वायर का आपका मानक है ठीक है और इसलिए अब आप देख सकते हैं कि x bar वर्ग का मान केवल प्रत्येक तत्व के अधिकतम परिमाण वर्गों का योग है परिमाण 1j वर्ग परिमाण 1 - j वर्ग परिमाण 2 j वर्ग अर्थात् दो दो पांच जो नौ के बराबर है ठीक है तो मानदंड x वर्ग नौ के बराबर होता है और x bar हेर्मिटियन y bar फिर से हेर्मिटियन कुछ भी नहीं है लेकिन प्रत्येक तत्व का ट्रांसपोज़ और कन्ज्यूगेट है जो कि 1 j 1 j 2 j गुना आपके वेक्टर y bar जो कि पहले की तरह है यह एक कॉलम वेक्टर y bar है तो यह क्या है यह आपका x bar हेर्मिटियन गुना y bar है y bar मूल रूप से 3 5 j 5 - 3 j और 2 3 j है यह आपका वेक्टर y bar है और इसलिए इसे इस तरह से सरल बनाया जा सकता है यह बराबर है यह है आपका 1 - j गुना 3 5 j 1 j गुना 5 - 3 j 2 j गुना 2 3 j इसलिए हमारे पास मूल्यांकित x bar हेर्मिटियन y bar 7 2 j के रूप में है और हमने मूल्यांकन भी किया है मानदंड x वर्ग या x bar हेर्मिटियन x bar जो 9 है और इसलिए ML का अनुमान है तत्काल समय 3 पर जो कि h hat 3 है जिसे x bar हेर्मिटियन y bar के रूप में दिया गया है जो कि मानक x bar स्क्वायर द्वारा विभाजित है जो कि h hat 3 के बराबर है जो कि मूल रूप से आपके इंस्टैंट समय 3 पर ML अनुमान है जो मूल रूप से है 7 2 j को 9 से विभाजित किया गया है जो कि कुछ नहीं है लेकिन 7 9 से विभाजित है तो यह क्या है यह तत्काल समय 3 पर आपका ML अनुमान है ML का अनुमान तत्काल समय 3 पर निसंदेह ML चैनल कॉफिशिएंट का अनुमान है हां अब दूसरी बात दूसरी बात याद रखें कि हम सीक्वेन्शिअल प्रक्रिया में गणना करना चाहते हैं सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन प्रक्रिया मूल रूप से तत्काल समय तीन में वेरिएंस है वेरिएंस P N उस तत्काल समय तीन पर होता है जिसमें सिग्मा वर्ग को मानक x bar वर्ग से विभाजित किया गया है ठीक है हम यह भी जानते हैं तो तत्काल समय तीन में वेरिएंस P N जो कि P 3 है N बराबर 3पर अनुमान का वेरिएंस जो कि मूल रूप से P 3 है मानक x bar वर्ग से विभाजित सिग्मा वर्ग के बराबर है आइए हम वायरलेस चैनल एस्टिमेशन में पिछले उदाहरण के समान विचार करें सिग्मा स्क्वायर ले dB वेरिएंस ले dB नॉयस वेरिएंस को 3 dB ले जिसका अर्थ है 10 log 10 सिग्मा वर्ग बराबर तीन जो मूल रूप से आपके सिग्मा वर्ग बराबर 10 पावर 03 है यह लगभग 2 है ठीक है तो 3 dB नॉयस वेरिएंस सही 3 dB नॉयस वेरिएंस मूल रूप से सिग्मा वर्ग मूल्य 2 के अनुरूप है ठीक है इसलिए अब नॉयस वेरिएंस P 3 समय N बराबर 3 पर सिग्मा स्क्वायर जिसे मानक x bar वर्ग द्वारा विभाजित किया गया है इसलिए यह P 3 मानक सिग्मा स्क्वायर को मानक x bar वर्ग से विभाजित किया गया है जहां सिग्मा स्क्वायर 2 है जो मानक x bar वर्ग द्वारा विभाजित है जो 9 है इसलिए यह मूल रूप से P 3 का आपका मूल्य है तो हमने h hat 3 की गणना की है जो कि एक अनुमान के अनुसार समय N बराबर तीन और इसलिए N 1 बराबर 4 है आइए हम x 4 के ट्रांसमिशन पर विचार करें और पायलट का रिसेप्शन आउटपुट पायलट सिंबल y 4 जो कि y N 1 है और अब मूल रूप से h hat 3 का उपयोग करते हुए हम h hat 4 का अनुमान लगाना चाहेंगे ठीक है उस तत्काल समय N 1 पर पायलट सिंबल x N 1 के ट्रांसमिशन पर विचार करें जो कि x 4 है याद रखें N तीन के बराबर है इसलिए हम x 4 के ट्रांसमिशन पर विचार कर रहे हैं इसके अनुरूप प्राप्त सिम्बल है y N 1 अर्थात y 4 है ठीक है तो x N 1को 4 के बराबर करें याद रखें इसे 1 2 j के बराबर होने दें और संबंधित आउटपुट का सिम्बल y N 1 चार के बराबर होने दें और इसे 3 2 j के बराबर होने दें और इसलिए प्रीडिक्शन एरर इसलिए e N 1 बराबर e 4 है याद है जो बराबर है y N 1 h hat N गुना x N 1 के याद रखें सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन प्रक्रिया के लिए हमें प्रीडिक्शन एरर की गणना करनी होगी तत्काल समय N 1 में e N 1 जो कि e 4 है जो मूल रूप से हमें बताता है कि N समय पर गणना किया गया h hat N अनुमान कितना सही है I और इसे y N 1 h hat N गुना x N 1 के रूप में परिभाषित किया गया है ठीक है और इसलिए अब मैं y N 1 को स्थानापन्न करने जा रही हूं y N 1 जिसे हम जानते हैं y N 1 दिया जाता है ठीक है जो पहले से ही दिया गया है वह - 3 2 j h hat N जो 7 2 j बाय 9 हम पहले से ही गणना कर चुके हैं यह याद रखें कि यह h hat 3 है बस इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से लिखने के लिए यह मूल रूप से आपका y 4 h hat 3 गुना x 4 है तो यह 7 2j बाय 9 गुना 1 2 j है और यह बराबर है मैं इसे सरल कर सकती हूं यह 3 - 7 बाय 9 4 बाय 9 j गुणा 2 2 बाय 9 14 बाय 9 है जो - 30 बाय 9 34 बाय 9 j के बराबर है और यह क्या है यह आपका प्रीडिक्शन एरर e hat N 1 यानी e hat 4 है समय N बराबर 4 पर यह आपका प्रीडिक्शन एरर है तो कॉंपलेक्स क्वांटिटीस के लिए अब हमें एक अपडेट समीकरण के साथ आना होगा अपडेट समीकरण को याद रखें जो हमने पहले कहा था मुझे पहले रियल सिम्बल्स के लिए अपडेट समीकरण लिखना चाहिए सही अपडेट समीकरण यह h hat N 1 के लिए अपडेट समीकरण है जो कि N 1 समय का अनुमान है जो समय N 1 का अनुमान है और अपडेट समीकरण याद करें जो इस रूप में दिया गया है h hat N 1 k N 1 के बराबर है जहां k गेन'gain' गुना e N 1 है जहां e N 1 यह प्रीडिक्शन एरर है तो k N 1 को याद रखें समय N 1 पर गेन'gain' स्वाभाविक रूप से कॉंपलेक्स सिम्बल्स के लिए मैं क्या करने जा रही हूं मैं एक साधारण संशोधन करने जा रही हूं मैं केवल कॉंपलेक्स सिम्बल्स के लिए k N को k कोंजूगेट द्वारा प्रतिस्थापित करने जा रही हूँ बस यह एक साधारण संशोधन है जो हमें करना है अर्थात k N 1 को बदलकर k N 1 कोंजूगेट करें क्योंकि हम कॉंपलेक्स सिम्बल्स x N पर विचार कर रहे हैं और कॉंपलेक्स प्राप्त आउटपुट सिम्बल y N है और इसी तरह कॉंपलेक्स सिम्बल्स x N 1 और आउटपुट सिम्बल y N 1 प्राप्त किया तो मैं गेन k N 1 की जगह कॉंपलेक्स कोंजूगेट ले रही हूं ठीक है और एक और छोटा संशोधन यदि आप k N 1 के लिए अभिव्यक्ति को देखते हैं तो हमारे पास k N 1 समान है हमें याद है हमने k N 1 को P के रूप में परिभाषित किया था समय N 1 पर वेरिएंस P N x N 1 को सिग्मा स्क्वायर नॉयस वेरिएंस P गुणा x N 1 वर्ग द्वारा विभाजित किया गया था अब मैं इसे परिमाण वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित करने जा रही हूं इसे अपने कॉंपलेक्स सिम्बल x N 1 के लिए परिमाण वर्ग द्वारा बदल दें ठीक है तो मूल रूप से दो बदलाव हैं एक k N 1 को कॉंपलेक्स कोंजूगेट द्वारा बदल दिया जाता है ठीक है यह अपडेट समीकरण में k N 1 कोंजूगेट है और k N 1 के लिए अभिव्यक्ति में x वर्ग N 1 के बजाय परिमाण x N 1 पूर्ण वर्ग है ठीक है तो अब इसका उपयोग करते हुए k N 1 की गणना करें समय 4 पर गेन जो कि N 3 के बराबर है इसलिए k N 1 k 4 के बराबर है इसलिए k 4 मूल रूप से P 3 गुणा x 4 जो सिग्मा वर्ग P 3 गुना परिमाण x 4 वर्ग द्वारा विभाजित है ठीक है हमने पहले P 3 की गणना की है P 3 समय तीन पर वेरिएंस है जो कि 2 ओवर 9 गुणा x 4 जो कि 1 2 j सिग्मा स्क्वायर से विभाजित है जो कि 2 P 3 है जो 2 ओवर 9 गुणा परिमाण 1 2 j पूरे वर्ग के बराबर है जो 2 ओवर 9 गुणा 1 2 j ओवर 2 2 ओवर 9 गुणा 1 2j परिमाण 1 2 j ओवर 2 2 ओवर 9 गुणा 5 है यह मूल रूप से बराबर है 1 2 j ओवर 14 के ठीक है और यह क्या है यह आपका k 4 है जो कि गेन है समय N 1 बराबर 4 पर कॉंपलेक्स गेन के बराबर ठीक है और अब अपडेट समीकरण इसलिए h hat है इसलिए अपडेट h hat 4 h hat 3 k कोंजूगेट 4 गुना e 4 हम जानते हैं h hat 3 7 2 j ओवर 9 k 4 हमने पहले ही गणना कर ली है इसलिए मैंने k को कोंजूगेट 4 लिया है वह है 1 2 j ओवर 14 जिसे e 4 से गुना किया गया है जो कि मूल रूप से प्रीडिक्शन एरर है जो 30 ओवर 9 34 ओवर 9 j के बराबर है I और यह मूल रूप से बराबर है अब मैं इस को सरल बनाने जा रही हूं 7 ओवर 9 - 30 ओवर 9 गुना14 - 68 ओवर 9 गुना 14 j गुना 2 ओवर 9 60 ओवर 9 गुना 14 - 34 ओवर 9 गुना 14 इसे सरल बनाया जा सकता है यह बराबर है ठीक है यह 98 30 - 68 ओवर 9 गुना 14 j 28 60 - 34 ओवर 9 गुना 14 है यह आप देख सकते हैं यह मात्रा शून्य है इसलिए यह मूल रूप से है और यह घटकर 54 गुना j ओवर 9 गुना 14 हो जाता है जो मूल रूप से 6 j ओवर 14 है और यह क्या है यह अनुमान है तत्काल समय 4 पर अनुमान और यह समान है और जो आप दिलचस्प ढंग से देखते हैं यह मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट के समान है जो हमने पिछले उदाहरण में गणना की थी वायरलेस फेडिंग चैनल आकलन के लिए पिछले उदाहरण N बराबर 4 ट्रांसमिटेड पायलट सिम्बल्स और N बराबर 4 प्राप्त आउटपुट पायलट सिंबल्स पर विचार करते हुए और जो हम निरीक्षण कर रहे हैं वह यह है कि इस सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन प्रक्रिया का उपयोग करते हुए हम मूल रूप से एक ही अनुमान h hat 4 वापस प्राप्त करते हैं ठीक है तो मुझे इस बात पर प्रकाश डालना चाहिए कि h hat 4 बराबर है वह क्या है 6 ओवर 14 गुना j है जो मूल रुप सेML एस्टीमेट है जो N बराबर 4 पायलट परML एस्टीमेट के समान है I यह पहले से गणना किए गए N बराबर 4 पायलट के लिए M Lअनुमान के समान है पिछले उदाहरण में मेरा मतलब वायरलेस फ़ेडिंग चैनल कॉफिशिएंट के लिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट है ठीक है तो अब हमें वेरिएंस की गणना करनी है याद रखें कि हमें वेरिएंस की गणना करनी है हर कदम पर हम दोनों अनुमान और सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन प्रक्रिया में वेरिएंस की गणना करते हैं ठीक है और वेरिएंस अपडेट आपको याद है कि असली मामले के लिए वेरिएंस अपडेट P 1 को P गुना 1 k N 1 गुना e N 1 के बराबर दिया गया है e N 1 प्रीडिक्शन एरर है अब कॉंपलेक्स परिदृश्य के लिए स्वाभाविक रूप से मुझे केवल इतना करना है कि इस गेन को k N 1 को फिर से अपने कॉंपलेक्स सिम्बल्स के लिए कोंजूगेट द्वारा बदलना है कॉंपलेक्स सिम्बल्स के लिए k N 1 को k N 1 कोंजूगेट द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है और यह एकमात्र परिवर्तन है और इसलिए p 4 को P 3 गुना 1 k 4 कोंजूगेट गुना e 4 के बराबर दिया गया है हम जानते है p 3 I यह 2 ओवर 9 गुणा 1 k कोंजूगेट 4 है जो कि1 2 j ओवर 14 गुना 1 2 j है परिमाण 1 - 2 j वर्ग ओवर 14 जो कि 5 ओवर 14 है 2 ओवर 9 गुना 1 - 5 ओवर 14 बराबर है 2 ओवर 9 गुना 9 ओवर 14 बराबर 2 ओवर 14 बराबर 1 ओवर 7 के और यह क्या है यह P 4 है यह समय N बराबर 4 पर वेरिएंस है यह मूल रूप से अनुमान H hat 4 में वेरिएंस है यह मात्रा मूल रूप से कुछ भी नहीं है लेकिन आप सभी जानते हैं यह अनुमान में वेरिएंस है जो कि H hat 4 h वर्ग का अपेक्षित मान है यह समय N 1बराबर 4 पर की गई गणना के अनुमान में वेरिएंस है मूल रूप से N 1 अगली बार का तत्काल समय है सही बात तो हमने जो गणना की है इस उदाहरण में हमने जो दिखाया है हमने मूल रूप से अनुमान लगाया है कि h hat 4 जो कि 6 j ओवर 14 है जो पिछले ML अनुमान के समान है और वास्तव में आप देख सकते हैं P 4 वेरिएंस 1 ओवर 7 के बराबर जो पिछले मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट के लिए गणना किए गए वेरिएंस के समान है और वास्तव में हम यह बताने के लिए आगे बढ़े थे कि उस परिवर्तन के रियल और इमेजिनरी भागों की त्रुटियां असंबंधित हैं और अनुमानों के रियल और इमेजिनरी भागों के वेरिएंस मूल रूप से कुल वेरिएंस से आधे है यह अनुमान के रियल भाग का वेरिएंस 1 ओवर 14 है और इमेजिनरी भाग का वेरिएंस भी 1 ओवर 14 है और यह स्वाभाविक है कि मूल रूप से इस सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन प्रक्रिया में भी फिर से यही मानना है इसलिए हमने यहां जो भी वर्णित किया है इस मॉड्यूल में जो हमने दिखाया है वह मूल रूप से एक विस्तृत उदाहरण है एक वायरलेस फेडिंग चैनल कॉफिशिएंट के आकलन के संदर्भ में सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन का प्रतिमान स्वाभाविक रूप से इसे बहुत आसानी से अन्य परिदृश्यों तक भी विस्तारित किया जा सकता है उदाहरण के लिए वायरलेस सेंसर नेटवर्क वेक्टर अनुमान परिदृश्य को भी बढ़ाया जा सकता है डाउनलिंक मल्टीपल एंटिना चैनल एस्टिमेशन OFDM और अन्य परिदृश्य में हालांकि वेक्टर केस का विस्तार बहुत सीधा नहीं है लेकिन इसकी एक समान संरचना है जिसे हम थोड़े बाद के दूसरे कोर्स के लिए स्थगित कर देंगे शायद क्योंकि यह इससे थोड़ा अधिक पेचीदा है लेकिन मूल रूप से जो हमें दिखाया गया है वह हमें दिखाया गया है सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन के इस प्रतिमान का वर्णन किया गया है जो बहुत ही रोचक है क्योंकि हमें हर बार तत्काल समय पर अनुमान को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि नवीनतम या पिछले अनुमान को अपडेट करना है इसलिए हमने दिखाया कि कैसे गणना करें अनुमान को अपडेट करें गेन के संदर्भ में अपडेट समीकरण अपडेट किए गए अनुमान की गणना करने के लिए प्रीडिक्शन एरर और हर बार तत्काल समय पर वेरिएंस कैसे अपडेट करें इसलिए और मूल रूप से हमने यह भी दिखाया कि यह बिलकुल समान परिणाम देता है जैसे कि ML अनुमान जो कि मूल रूप से एक वन शॉट अनुमान है जिसकी हर बार तुरंत गणना की जाती है और स्वाभाविक रूप से क्योंकि सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन प्रक्रिया स्वयं ML अनुमान से ली गई थी ठीक है इसलिए हम इस मॉड्यूल को यहां रोकेंगे धन्यवाद